नमस्कार और माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स पर आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले कुछ व्याख्यानों में हम विभिन्न प्रकार के एम्पलीफायरों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आज हम एक एक्टिव डिवाइस का उपयोग करके माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं अब एक्टिव डिवाइस एक स्टेबल एक्टिव डिवाइस हो सकता है उस विशेष मामले में हम एक एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करेंगे और ऑसीलेटर डिजाइन करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग करेंगे और अगर डिवाइस अनस्टेबल है तो उस विशेष मामले में हम इनपुट स्टैबिलिटी सर्कल को ड्रा करेंगे और एक पॉइंट चुनें जो सबसे अनस्टेबल है और फिर हम ऑसीलेटर डिजाइन करते हैं तो चलिए आज का व्याख्यान शुरू करते हैं आइए पहले हम देखें कि ऑसीलेशन की कंडीशन क्या है इसलिए हम पॉजिटिव फीडबैक के साथ एक एम्पलीफायर के साथ शुरू करेंगे तो हमारे पास A के बराबर एक गेन के साथ एक एम्पलीफायर है इस आउटपुट का हिस्सा वापस इनपुट साइड में फेड किया जाता है और यहां एक इनपुट सिग्नल है यह केवल आपको दिखाने के लिए है कि डेरिवेशन के लिए एक इनपुट सिग्नल है वास्तविकता में ऑसिलेटर के लिए हमें इस इनपुट सिग्नल की आवश्यकता नहीं है तो हम देखते हैं कि हम एक्वेशन कैसे लिख सकते हैं तोe जीरो को एमप्लीफाइड आउटपुट के रूप में लिखा जा सकता है जो कि जो भी इनपुट है उससे गुणा किया जाता है तो इनपुट किसके बराबर है इनपुट बराबर है eie0 के तो यह A eie0 है हम इसे सरल रूप में कर सकते हैं eo1 AβAeiके eoeiA1 Aβ तो क्या होगा अगर β 1 तो 1 1 0 A 0 ∞ तो इस विशेष मामले में यहां लूप गेन कुछ भी नहीं लेकिन β द्वारा एक गुणा किया जाता है तो अगर लूप गेन Aβ 1 के बराबर है उस मामले में e0ei ∞ हो जाता है तो अब इसके बारे में सोचें अगर ei 0 तो e0 उदाहरण के लिए 1 2 या 3 किसी भी मूल्य का हो सकता है अगर यह 10 यह अभी भी ∞ है 20 यह अभी भी ∞ के बराबर है इसका मतलब है कि ei 0 के लिए e0 का फायनाइट मूल्य हो सकता है जो एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क द्वारा निर्धारित किया जाएगा हम बाद में देखेंगे तो ऑसीलेशन कंडीशन कुछ भी नहीं लेकिन लूप गेन 1 के बराबर होना चाहिए हालांकि ऑसीलेशन शुरू करने के लिए Aβ 1 चुनें अब सवाल यह है कि अधिक से अधिक Aβ कितना होना चाहिए Aβ 1001 भी हो सकता है Aβ 10 भी हो सकता है तो क्या उचित मान क्या है तो मैं आम तौर पर Aβ 11 से 12 चुनने की सलाह देते है अगली स्लाइड से इसका कारण स्पष्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क के साथ एम्पलीफायर की फीडबैक है तो हम कहते हैं कि कुछ नॉइस है हम विभिन्न प्रकार के नॉइस के बारे में चर्चा करते हैं जब हमने कम नॉइस एम्पलीफायर के बारे में बात की हमने थर्मल नॉइस के बारे में बात की हमने छोटे नॉइस के बारे में बात की और हमने देखा था कि उन नॉइस के कारण नॉइस वोल्टेज या नॉइस करंट μV या nA के क्रम का हो सकता है तो क्या होता है अब अगर लूप गेन हमें 2 के बराबर कहते हैं तो अगर लूप गेन 2 के बराबर है तो हम कहते हैं कि 1 μV सिग्नल अब लूप गेन के माध्यम से 2 μV बन जाएगा 2 बन जाएगा 4 4 बन जाएगा 8 फिर 16 और इसी तरह बन जाएंगे एक कंडीशन आती है जब वोल्टेज का स्तर निर्मित हो जाएगा हम कहेंगे माइक्रोवोल्ट लेवल 2 आइए हम कहते हैं 1 V फिर 2 V फिर 4 V 8 V लेकिन अब हमें यहाँ रुकना होगा यह 8 V नहीं बन सकता अगर पावर सप्लाई 5 के बराबर है तो 4 से यह 8 V तक जाने की कोशिश कर सकता है लेकिन क्योंकि पावर सप्लाई हमें 5 V कहने के लिए लिमिटेड है इसलिए तब ऊपर और नीचे के हिस्से को कटा हुआ माना जाएगा ऐसा कुछ है जैसे हमने सिर और पैर को काट दिया है हम सिर्फ सेंट्रल बॉडी के साथ बचे हैं और यहाँ पर एक क्लिपिंग होगी और साथ ही यहाँ पर क्लिपिंग भी होगी लेकिन जब हम एक ऑसीलेटर डिजाइन कर रहे हैं तो हम एक सिनुएसोइडल वेवफॉर्म करना चाहेंगे अगर 100 प्योर नहीं रिलेटीवली प्योर सिनुएसोइडल वेवफॉर्म तो यह वह जगह है जहाँ मैं सुझाव देता हूं यदि आप लूप गेन लेते हैं जैसे कि हमें 11 या 12 कहें तो क्या होगा अब 1 μV बन जाएगा हम 11 μV कहेंगे तो यह 121 μV हो जाएगा अब जैसा कि यह बिल्ड अप होता रहता है तो हम कहते हैं कि 1 V अब 11 V हो जाएगा और इसी तरह इसे और बढ़ाया जाए तो अब क्या होता है क्योंकि सिग्नल एंप्लीट्यूड बढ़ता रहता है एम्पलीफायर का गेन भी कम होने लगता है क्यों यदि आप याद करते हैं कि एम्पलीफायर का गेन हमेशा 100 लीनियर नहीं होता है तो वास्तव में बोले तो कर्व्ड पाथ होता है जिसका मतलब है कि इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ एम्पलीफायर का गेन कम होने लगता है तो कंडीशन आती है जब Aβ 1 होता है क्यों क्योंकि A अब कम हो गया है β सेम ही रहता है तो फिर सवाल आता है कि हम 101 क्यों नहीं चुनते मैं 101 की सिफारिश क्यों नहीं करता इसका कारण यह है कि जिन कंपोनेंट का उपयोग हमने एक ऑसीलेटर और फीडबैक नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए किया है जो एक ऑसीलेटर को बनाता है जिसमें टॉलरेंस हो सकती है इंडक्टर या कैपेसिटर की विशिष्ट टॉलरेंस लगभग 5 से 10 हो सकती है इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि 101 या 2 या 3 न लें 11 से 12 लें तो अगर आप 11 से 12 लेते हैं तो क्या होता है आप कंपोनेंट टॉलरेंस का ख्याल रख रहे हैं और यह भी कि नंबर लेने से आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ऊपर और नीचे के लेवल पर क्लिपिंग न हो तो अब देखते हैं कि कैसे हम एक डिवाइस का उपयोग करके एक ऑसीलेटर डिजाइन कर सकते हैं आपने इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन को देखा था जब हमने 1 अंतर को छोड़कर एम्पलीफायर डिज़ाइन के बारे में बात की थी और वह यहाँ पर है एम्पलीफायर के मामले में देखें एक इनपुट था और एक इनपुट इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क था लेकिन अब ऑसिलेटर के लिए हमें किसी इनपुट की आवश्यकता नहीं है इसलिए इसलिए हमने यहां पर एक शब्द दिया है जो एक जनरेटर ट्यूनिंग नेटवर्क है यह हिस्सा एम्पलीफायर डिजाइन के समान है तो अब देखते हैं कि जनरेटर ट्यूनिंग नेटवर्क को इस तरह से बनाया गया है कि यह ऑसीलेशन फ्रीक्वेंसी निर्धारित करता है अब तीन ऑसीलेशन कंडीशन हैं पहली कंडीशन जो डेल्टा 1 से कम होनी चाहिए और K उस विशेष मामले में 1 से कम होनी चाहिए जिसमें अनस्टेबल डिवाइस है अब आप कह सकते हैं कि यदि डिवाइस स्टेबल है तो क्या होगा इसका मतलब है यदि K उस विशेष मामले में 1 से अधिक है तो मैं आपको बताता हूं कि हम एक ऑसीलेटर को डिजाइन करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग करेंगे अब दो अन्य कंडीशन को देखें कंडीशन संख्या दो Γins1 है हम देखते हैं कि यह कहां है इसलिए s इस तरफ in इस ओर से देख रहा है तो हम कहते हैं कि इस लूप गेन कुछ भी नहीं है लेकिन ins के बराबर हैं तो यदि प्रोडक्ट 1 के बराबर है जो ऑसीलेशन के लिए कंडीशन होगी अब इस तीसरी कंडीशन का क्या तो मैं आपको कंडीशन नंबर दो और कंडीशन नंबर तीन बताऊंगा कि वे बिल्कुल समान हैं लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि यह कहां है तो यह हैΓout डिवाइस के आउटपुट साइड की ओर से देख रहा है l लोड मैचिंग नेटवर्क से इनपुट साइड को देख रहा है तो अगर आप देखते हैं कि लूप गेन कुछ भी नहीं है लेकिन गामा आउट से l गुणा हो जाता है तो यह 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी उल्लेख किया है कि ये दोनों कंडीशन समान हैं तो आइए हम डेरिवेशन देखते हैं जो हम एक एक्वेशन के साथ शुरू करेंगे और हम उसी से दूसरा एक्वेशन प्राप्त करेंगे कंडीशन 3 की डेरिवेशन कंडीशन 2 से तो हम कंडीशन 2 के साथ शुरू करते हैं जो हैΓins1 तो हम Γin के लिए एक्सप्रेशन जानते है इस विशेष टर्म द्वारा यहाँ पर दिया जाता है s के रूप में यह है जो 1 के बराबर है तो अब आप इस विशेष एक्सप्रेशन को सरल करते हैं तो हम इसे रूप में लिख सकते हैं S11S LS1 S22LL1 S11S अब हम इस विशेष चीज को सरल करते है कि हम इस विशेष फैशन में लिख सकते हैं और एक या दो स्टेप्स के बाद हम वास्तव में कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं हमें Lout1 कंडीशन प्राप्त होती है जो कंडीशन तीन के बराबर है ओके LS22 ∆s1 S11s1Lout1 इसलिए इसका मतलब है अगर यह विशेष कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यह कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगी दिए गए सोर्स और लोड इम्पीडेन्स के लिए S और L हमेशा 1 से कम होगा स्मिथ चार्ट रिकॉल करें स्मिथ चार्ट पर हम सभी रियल और इमैजिनरी मानों का पता लगा सकते हैं और स्मिथ चार्ट के लिए हम जानते हैं कि गामा 1 से हमेशा कम होता है और अगर S1 inक्या होगा हैंकि इसका मतलब है in1 इसी तरह यदि L 1 इसका मतलब है कि out 1 और इन दो कंडीशन के लिए वे क्या मतलब है वे है कि Rin और Rout नेगेटिव हैं आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं कि हम नेगेटिव रेजिस्टेंस को कैसे परिभाषित करते हैं आइए हम कहते हैं अगर RoutZout 10 Ω मैं सिर्फ रेसिस्टर का नेगेटिव मूल्य ले रहा हूं तो इस विशेष मामले के लिए हम outZout ZoZoutZo 10 50 1050 15 का मान ज्ञात कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि out1 का मेग्नीट्यूड वास्तव में आप Zout के किसी भी मूल्य को ले सकते हैं जो R मूल्य है और यह कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्टैंस मूल्य क्या है out 1 तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर Zout दिया जाता है हम out का मूल्य पता कर सकते हैं अगरout दिया गया है तो हम Zout कैसे प्राप्त कर सकते हैं अच्छी तरह से तो हम स्मिथ चार्ट का उपयोग करके Zout का मान ज्ञात कर सकते हैं हालाँकि जैसा कि आप याद कर सकते हैं कि स्मिथ चार्ट हमेशा 1 को रिप्रेजेंट करता है तो हम कैसे स्मिथ चार्ट का उपयोग कर सकते हैं जब out1 अच्छी तरह से ऐसा करने के लिए एक टेक्निक है तो आइए देखें कि वह टेक्निक क्या है तो Rout पता लगाने के लिए out से आप क्या करते हैं आप 1out को स्मिथ चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो हम जानते हैं कि out1 तो अगर यह 1 से अधिक है 1out1 इसलिए स्मिथ चार्ट पर रखा जा सकता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कन्ज्यूगेट क्यों है इसलिए जब हम 1out लेते हैं इस विशेष टर्म ठीक उसी तरह होगा जैसे कि out तो आइए हम इस विशेष टर्म को स्मिथ चार्ट पर प्लॉट करें तो 115∠ 1800 066∠1800 तो हम जानते हैं कि यह 0 अक्ष है यह ∠00 है यह ∠1800 है तो हम घूमते हैं 1800 पर जाते हैं सेंटर से इस पॉइंट 066 को लोकेट करें तो यह 066 होगा यदि आप संबंधित मान को पढ़ते हैं जो 02 आता है अब R के इस मान को नेगेटिव के रूप में पढ़ें तोRout को नेगेटिव के बराबर बनाते हैं क्यों हम कर रहे हैं कि वास्तव में कहे तो हमने 1out को प्लॉट किया है तो यह मान 1out से मेल खाता है 1out 1 से संबंधित मान प्राप्त करने के यह वही है जो हम करते हैं तो यहां से हम Zout के मूल्य का पता लगा सकते हैं हम ऐसा कैसे करते हैं इसे 50 के साथ गुणा करें तो 50 02 10 तो यह Zout 10 Ω का मूल्य है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है कि हम कैसे 10 Ω के साथ शुरू किया हम outका मूल्य मिल गया है तो हम out के इस मूल्य से शुरू कर दिया है हमें यह 1 मिलता है अब यही सामान चीज आप Zout कॉम्प्लेक्स मूल्य के लिए कर भी सकते हैं हम बाद में एक उदाहरण लेंगे तब यह और स्पष्ट होगा अब जब out1 का अर्थ है अब डिवाइस के आउटपुट इम्पीडेन्स में नेगेटिव रेजिस्टेंस है तो हम कहें कि हमारे पास एक जनरेटर ट्यूनिंग नेटवर्क है उसके बाद हमारे पास एक एक्टिव डिवाइस और आउटपुट इम्पीडेन्स है या आप कह सकते हैं कि गामा आउट 1 से अधिक है इसका मतलब है कि इस विशेष डिवाइस को देखकर हम वास्तव में कह सकते हैं कि गामा आउट कर सकते हैं अब Rout Xout के साथ सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेकिन Rout का अब नेगेटिव मूल्य है इसलिए हम वास्तव में दो पोर्ट नेटवर्क प्रॉब्लम को सिंगल पोर्ट प्रॉब्लम में बदल सकते हैं तो यहां सिंगल पोर्ट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है लेकिन पहले वाले हिस्से को इम्पीडेन्स के केवल उसी मूल्य में बदलना जो Rout Xout के साथ सीरीज में है तो इस विशेष मामले के लिए अब out1 और ऑसीलेटर डिजाइन के लिए L1 और जो हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि लूप गेन 1 के बराबर हो ओके तो दो पोर्ट ऑसिलेटर सर्किट अब सिंगल पोर्ट ऑसिलेटर को कम कर देता है तो आइए देखें कि हम सिंगल पोर्ट ऑसिलेशन की कंडीशन कैसे पा सकते हैं तो ऑसीलेशन लूप के लिए गेन 1 के बराबर होना चाहिए इसका मतलब है outL1 हम out और L का मूल्य सब्सीट्यूट करते हैं अपने इम्पीडेन्स के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि ZoutRoutjXout अच्छी तरह से Xout प्लस या माइनस हो सकता है इसी तरह L के लिएहम संबंधित टर्म लिख सकते हैं अब हम यह करते हैं कि यहाँ न्यूमैरेटर टर्म को गुणा किया जाता है तो यह सही है यहाँ पर ये डिनॉमिनेटर टर्म इस तरफ जाएंगे और यह आएगा और यह दाहिने हाथ की तरफ आएगा अब अगला कदम रियल पार्ट और इमैजिनरी पार्ट को अलग करना होगा इसलिए यदि हम कुछ सिंपलीफिकेशन के बाद रियल पार्ट को अलग करते हैं तो आप इस कंडीशन को पाएंगे कि RL Rout 0 इसलिए इसका अर्थ है RL Rout अब कृपया याद रखें कि Rout का एक नेगेटिव मूल्य है इसलिए यदि इसका नेगेटिव मान है RL का पॉजिटिव मान होगा इसी प्रकार यदि हम इमैजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो हम कंडीशन XL Xout 0 इसका मतलब है XL Xout तो यदि Xout इंडक्टिव है तो यह कैपेसिटिव होगा यदि यह कैपेसिटिव है तो यह इंडक्टिव हो जाएगा हालाँकि ऑसीलेशन शुरू करने के लिए लूप का गेन 1 से अधिक होना चाहिए इसका मतलब है outL1 और यह केवल तभी होगा यदि RoutRL हम इस तरह क्यों परिभाषित कर रहे हैं इसका कारण यह है कि याद रखें Rout का एक नेगेटिव मूल्य है और यह एक पॉजिटिव मूल्य है RL के मेग्नीट्यूड को Rout के मेग्नीट्यूड से कम चुना जाना चाहिए तो कि नेट रेजिस्टेंस नेगेटिव है और यदि नेट रेजिस्टेंस नेगेटिव है तो केवल लूप गेन 1 से अधिक होगा एक उदाहरण लेते हैं इसलिए हम एक पोर्ट ऑसीलेटर डिजाइन लेंगे यहां हमने एक गन डायोड का उदाहरण लिया है तो गन डायोड में इस विशेष रूप से यहाँ पर दिए गए IV कैरेक्टरस्टिक हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस विशेष रीजन में करंट बढ़ता है वोल्टेज बढ़ता है लेकिन यदि आप इस विशेष रीजन में वोल्टेज को बढ़ाते हैं लेकिन करंट में कमी आती है तो इस रीजन को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के रूप में जाना जाता है तो हम एक ऑसीलेटर डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं हम इस विशेष रीजन में गन डायोड को बायस करते हैं तो डायोड इस DC वोल्टेज VDC के साथ बायस्ड होता है इस DC करंट IDC के अनुरूपअगर आप इस विशेष रिजन में डायोड को बायस करते हैंयदि आप उस मामले में इस विशेष रीजन क्या गन डायोड का गामा आउट 1 से अधिक हो जाएगा क्योंकि यह एक नेगेटिव है रेजिस्टेंस रीजन हमने अभी देखा है यदि रेजिस्टेंस उस विशेष मामले में नेगेटिव है out1 तो यह प्रॉब्लम दी गई है तोइस बायसिंग कंडीशन के लिए out 124∠300 के बराबर एक मूल्य है और इस 10 GHz पर है अब हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन करने की आवश्यकता है तो पहली बात यह है कि हमें यह करना चाहिए कि हमें Rout और Xout के संबंधित मूल्य का पता लगाना चाहिए ऐसा करने के लिए हम 1out स्मिथ चार्ट पर प्लॉटकरते हैं तो यह अब 1out 081 हो जाएगा जब यह न्यूमैरेटर साइड की बात आती है तो यह बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यह कोण ठीक out उसी के समान है तो अब हमें स्मिथ चार्ट पर इस विशेष पॉइंट का पता लगाना होगा तो081 तो एक लाइन ड्रॉ करें इस विशेष स्मिथ पर 081 का पता लगाने के लिए यह 1out हो जाएगा तो Zout के कॉरस्पॉडिंग मूल्य को यहाँ से पढ़ेंतो Zout क्या होगा तो वह है 50 से गुणा किया जाएगा रेजिस्टेंस मूल्य नेगेटिव ले जो कुछ भी है तो रेजिस्टेंस का नार्मलाइजड़ मूल्य 14 है आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह यहां के सर्कल के अनुरूप होगा तो यह 14 हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यह यहाँ कहीं के अनुरूप होगा इसलिए इसलिए रिएक्टिव पार्ट पॉजिटिव है जो कि j32 है तो Zout50 14j32 70j160 तो इस विशेष गन डायोड के लिए यह outहै तो हम यहां देख सकते हैं कि यह 70j160 है अब ऑसीलेशन शुरू करने के लिए हम RL 60 Ω चुनें आप देख सकते हैं कि इस विशेष मूल्य लगभग इस विशेष इक्वेशन मेग्नीट्यूड Rout 70 को सेटिस्फाय कर रहा है तो यह 6012 72 है Rout RL कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तो यह रेसोनबली अच्छा मूल्य है Xe बारे चुनने के लिए इसलिए जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है यदि यह इंडक्शन है तो यह कैपेसिटेंस होना चाहिए इस कैपेसिटेंस की रिएक्टैंस इस विशेष इंडक्टर की रिएक्टैंस को नेगेटिव होना चाहिए तो Xc XL jc j160 ⇒C01pF तो यहाँ से हम C 01 pF का मान ज्ञात कर सकते हैं अब मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह डिज़ाइन इस विशेष पॉइंट पर पूरी तरह से यहाँ पर पूर्ण नहीं है इसका कारण यह है कि जब हम एक ऑसीलेटर डिजाइन करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि लोड 50Ω के बराबर होगा 60 - j160 Ω तो यहाँ मान प्राप्त कर रहे इस भाग को मैं इसे आप लोगों के लिए छोड़ा हैं तो हम एक 50Ω की लोड आउटपुट इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क डिजाइन है तो कि ZL 60 - j160Ω अब आइए देखें कि दो पोर्ट ऑसिलेटर को डिजाइन करने के लिए डिज़ाइन स्टेप क्या हैं तो वास्तव में यदि आप कई लोगों से पूछते हैं और यहां तक कि अगर आप कई किताबें देखते हैं तो वे हमेशा कहते हैं कि ऑसीलेटर डिजाइन बहुत मुश्किल है आप एक ऑसीलेटर डिजाइन करना चाहते हैं यह एक एम्पलीफायर बन जाता है इसी तरह कभी कभी लोग यह भी कहते हैं कि आप एक एम्पलीफायर डिजाइन करना चाहते हैं यह एक ऑसिलेटर बन जाता है यही कारण है कि मैं आपको दो पोर्ट ऑसिलेटर डिजाइन करने के लिए बहुत ही सरल डिज़ाइन स्टेप दे रहा हूं इन स्टेप्स का पालन करें आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप बस इन स्टेप्स का पालन करते हैं तो आप एक ऑसीलेटर डिजाइन करने में सक्षम होंगे तो अब दिए गए S पैरामीटर के लिए आप क्या करते हैं पहले आप K का मान पाते हैं अब यदि 1 और K 1 इसका मतलब है कि यह अनस्टेबल प्रक्रिया है यदि K 1 का अर्थ है यह डिवाइस स्टेबल है तो मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगा कि कैसे एक ऑसीलेटर डिजाइन किया जाए लेकिन आज हम यह मानेंगे कि डिवाइस अनस्टेबल है अर्थात 1और K 1 तो उस विशेष मामले में आप क्या करते हैं आप इनपुट स्टैबिलिटी सर्कल बनाते हैं या हम सोर्स स्टैबिलिटी सर्कल भी कह सकते हैं तो यह स्मिथ चार्ट है इसलिए जब आप स्टैबिलिटी सर्कल ड्रा करते हैं तो हम जानते हैं कि स्टैबिलिटी सर्कल स्मिथ चार्ट को कहीं काट रहा होगा इसलिए यदि आप इस विशेष भाग को देखते हैं तो यह वह भाग है जहां डिवाइस अनस्टेबल है तो अब हम इस विशेष अनस्टेबल रीजन में किसी भी पॉइंट को चुन सकते हैं और उस पॉइंट का उपयोग एक ऑसीलेटर को डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है हालाँकि कृपया इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस विशेष पॉइंट को यहाँ पर न चुनें क्योंकि वे स्टैबिलिटी की बॉर्डर लाइन पर हैं इसलिए डिवाइस की टॉलरेंस के कारण या यहां तक कि पावर सप्लाई में उतार चढ़ाव के कारण यह संभव है कि यह पॉइंट यहां पर इस पॉइंट बन सकता है और फिर डिवाइस स्टेबल हो जाएगा इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि एक पॉइंट चुनें जो सबसे अनस्टेबल पॉइंट है इस विशेष रीजन में तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह विशेष पॉइंट इनपुट स्टैबिलिटी सर्कल के अंदर डीप है इस प्रकार इस विशेष रीजन के भीतर यह सबसे अनस्टेबल पॉइंट है तो कृपया हमेशा इस विशेष पॉइंट को चुनें और एक फायदा यह भी है कि इस विशेष पॉइंट को इंडक्टर या शॉर्टेड स्टब द्वारा आसानी से महसूस किया जा सकता है तो मैं आपको केवल यह सर्किट दिखाना चाहता हूं जिसे हमने शुरू किया था तो वास्तव में यहाँ पर क्या होता है तो यह वह पॉइंट है जहां मैंने S के बारे में उल्लेख किया है तो यह पूरा जनरेटर ट्यूनिंग नेटवर्क बस इंडक्टर द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो आप यह सब बस यहाँ पर इंडक्टर डाल दिया है या आप भी शॉर्टेड स्टब लाइन का उपयोग कर सकते हैं तो क्या होता है यदि यह विशेष स्टैबिलिटी सर्कल यहां पर कहीं है तो उस विशेष मामले में आप कह सकते हैं कि सबसे अनस्टेबल पॉइंट यहां कहीं होगा और बस एक कैपेसिटर द्वारा महसूस किया जा सकता है तो क्या होगा यदि स्टैबिलिटी सर्कल कहीं यहीं है इसका मतलब है कि एक शॉर्ट सर्किट भी इस डिवाइस को अनस्टेबल कर देगा तो आप भी इंडक्टर या कैपेसिटर डाल नहीं सकते है बस शॉर्ट सर्किट इनपुट साइड है कि इंस्टैबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेगा तो एक बार आप S या ZS मान को चुना जो यह खास पॉइंट हैतो अगले स्टेप में आपको out मूल्य का पता लगाना है outइस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है और आपने इस विशेष एक्सप्रेशन को देखा था जब हम एम्पलीफायर डिजाइन के बारे में चर्चा कर रहे थे अब आप देख सकते हैं कि S22 ज्ञात है S11 ज्ञात है S12 S21 इन सभी S पैरामीटर को जाना जाता है S को इस विशेष पॉइंट के अनुरूप नहीं चुना गया है तो हम अब out का मूल्य पता कर सकते हैं अब कृपयाout1चेक करें यदि यह 1 से अधिक का नहीं है तो मतलब आपने गणना गलती की है ठीक है तो इसे 1 से अधिक होना चाहिए यह हमेशा 1 से अधिक होगा यदि आपने शुरुआती स्टेप्स को ठीक से चुना है तो एक बार हम गामा आउट 1 से अधिक है Rout और Xout के मूल्य का पता लगाएं और RL और XL के मूल्य को चुने जैसा पिछले केस में किया था और उसके बाद डिजाइन इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क एक ऑसीलेटर डिजाइन को पूरा करने के लिए इसलिए अगले व्याख्यान में हम ऑसीलेटर डिजाइन को देखेंगे हम कई अलग अलग उदाहरणों पर गौर करेंगे इसलिए बस संक्षेप में आज हमने इस बारे में बात की कि अलग अलग ऑसीलेशन की कंडीशन क्या हैं तो हमने वास्तव में देखा कि ऑसीलेशन कंडीशन के लिए लूप गेन 1 के बराबर होना चाहिए हालाँकि लूप गेन 1 से अधिक होना चाहिए और मैं आपको लूप गेन को 11 से 12 तक ऑसिलेशन शुरू करने के लिए चुनने की सलाह देता हूं ताकि आउटपुट साइनसॉइडल वेवफॉर्म में क्लिपिंग कम हो फिर हमने सिंगल पोर्ट ऑसिलेटर की कंडीशन को देखा और हमने देखा कि Rout RL Xout XL हालांकि लूप 1 से अधिक होने के लिए आपको Rout 12RL चुनना होगा और फिर हमने दो पोर्ट ऑसीलेटर डिजाइन को देखा जिसके लिए आप केवल इनपुट साइड के लिए स्टैबिलिटी सर्कल ड्रॉ करते हैं कृपया आपको इस विशेष पॉइंट पर आउटपुट स्टैबिलिटी सर्कल को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है और फिर इन सात स्टेप्स का पालन करें और आपके पास ऑसिलेटर आपके लिए तैयार होगा इसलिए अगले व्याख्यान में हम और उदाहरण देखेंगे तब तक कृपया अध्ययन करें मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि जब आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को उससे ठीक पहले देखें और अपनी स्मृति को ताज़ा करें तो बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको अगली बार देखेंगे